नमस्कार और हेलिकल और हॉर्न एंटीना पर आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है पहले मैं हेलिकल एंटीना के बारे में बात करूंगा और फिर मैं हॉर्न एंटीना को कवर करूंगा तो सामान्य रूप से हेलिकल एंटीना का एहसास किया जा सकता है अगर आप बस एक वायर लेते हैं और इसे चारों ओर लपेटते हैं तो इस तरह से उंगली कहते हैं इसलिए जो आकृति बनती है वह कुछ और नहीं बल्कि हेलिकल एंटीना है आप वास्तव में कह सकते हैं कि एक इंडक्टर भी ऐसा ही दिखता है जो वास्तव में सही है तो आप कह सकते हैं कि एक इंडक्टर भी प्रदान की गई एक हेलिकल एंटीना के रूप में कार्य कर सकता है हम कुछ डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन का ध्यान रखते हैं तो आइए हम देखें कि हम एक हेलिकल एंटीना को कैसे परिभाषित कर सकते हैं तो हेलिकल एंटीना को इसके डाईमीटर D द्वारा परिभाषित किया गया है इसलिए आप देख सकते हैं कि यह कैसे हेलिक्स आकार है इसलिए यह विशेष डायमेंशन D वायर डाईमीटर d है प्रत्येक टर्न के बीच गैप को S द्वारा परिभाषित किया गया है यदि हेलिक्स में n टर्न हैं तो क्या होगा कुल एक्सियल लंबाई एक विशेष टर्न के बीच n गुना स्पेसिंग के बराबर होगी अब एक विशेष टर्न के लिए इस विशेष ज्योमेट्री को इस विशेष फैशन में दर्शाया जा सकता है जहां L एक टर्न की लंबाई है जैसा कि आप यहां से इस विशेष स्थिति में देख सकते हैं C D जो इस विशेष हेलिक्स की सरकमफेरेंस है S एलिमेंट के बीच स्पेसिंग है तो अब हम लिख सकते हैं कि L कुछ भी नहीं है बल्कि इस विशेष एक्सप्रेशन द्वारा दिया गया है जो LS2C2 है और हम कोण को कैसे परिभाषित कर सकते हैं हम कह सकते हैं कि tan SC अब सामान्य रूप से हेलिकल एंटीना का उपयोग दो अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है तो एक मोड को एक्सियल मोड के रूप में जाना जाता है जहां सरकमफेरेंस C D λ है और जब हम इस विशेष डायमेंशन को चुनते हैं और कुछ अन्य पैरामीटर को ध्यान में रखते हैं जिसे मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगा यह आम तौर पर सर्कुलर पोलराइजेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है अन्य मोड जो आमतौर पर उपयोग किया जाता है सामान्य मोड है इस विशेष मामले में सरकमफेरेंस λ से बहुत बहुत कम है वास्तव में हम बाद में देखेंगे कि आमतौर पर एक सामान्य मोड हेलिकल लंबाई शायद λ 4 के क्रम की हो और आप देख सकते हैं कि यह डायमेंशन बहुत बड़ा है सिर्फ एक टर्न ही λ के बराबर है तो सामान्य मोड हेलिकल एंटीना आमतौर पर लीनियर पोलराइजेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है तो पहले हम एक्सियल मोड हेलिकल एंटीना के बारे में बात करेंगे इसलिए एक्सियल मोड हेलिकल एंटीना जैसा कि मैंने उल्लेख किया था कि यह इस विशेष डायरेक्शन में रेडिएट करेगा जो हेलिक्स की अक्ष है और आम तौर पर इस विशेष कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोलते हुए रेडिएशन इस विशेष डायरेक्शन में अधिकतम है और इसे आम तौर पर सर्कुलर पोलराइजेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है चूंकि हम चाहते हैं कि रेडिएशन इस विशेष डायरेक्शन में हो हमें यहां पर ग्राउंड प्लेन की आवश्यकता है अब सामान्य रूप में हम कहते हैं कि C π D≈ λ तो यहां से हम कह सकते हैं डाईमीटर D λπ आप देख सकते हैं कि ग्राउंड प्लेन का डायमेंशन कम से कम 3λ 4 होना चाहिए ताकि बैक रेडिएशन कम हो हालांकि आप देख सकते हैं कि ग्राउंड प्लेन के विभिन्न आकार हैं जिनका हमने उपयोग किया है तो आइए देखें कि इसके कारण क्या हैं इसलिए जब हम डायमेंशन का एक ग्राउंड प्लेन लेते हैं तो हम कहते हैं कि 3λ 4 वहाँ अभी भी काफी बैक रेडिएशन होगा इसका मतलब है कि इसमें कम फ्रंट टू बैक अनुपात होगा क्योंकि बैक रेडिएशन अधिक है तो बैक रेडिएशन को कम करने के लिए एक उथले कप के आकार के ग्राउंड प्लेन की तरह कुछ का उपयोग कर सकते हैं इस विशेष मामले में बैक रेडिएशन कम हो जाता है लिहाजा इसमें मध्यम फ्रंट टू बैक अनुपात होगा और कुछ अनुप्रयोगों के लिए जहां हम चाहते हैं कि बैक रेडिएशन जितना संभव हो सके उतना छोटा हो तो एक कांच के आकार या बाल्टी के आकार के ग्राउंड प्लेन जैसी चीज़ का उपयोग कर सकता है इस विशेष मामले में आप देख सकते हैं कि बैक रेडिएशन बहुत छोटा होगा इसलिए इसमें उच्च फ्रंट टू बैक अनुपात होगा और यह भी कि यदि बैक रेडिएशन कम हो जाता है तो गेन भी थोड़ा बढ़ जाएगा अब देखते हैं कि एक्सियल मोड हेलिकल एंटीना के इनपुट इम्पीडेन्स क्या है यह सब निर्भर करता है कि हम कैसे फ़ीड करते हैं यदि हम इस परपेंडिकुलर चीज का उपयोग करके हेलिकल एंटीना को फीड करते हैं जिसे एक्सियल फ़ीड के रूप में जाना जाता है तो इनपुट रजिस्टेंस इस विशेष एक्सप्रेशन द्वारा दिया जाता है जो 140 Cλ है Cλ यहाँ Cλ के लिए है यदि इसे सरकमफेरेंस के साथ फीड किया जाता है जिसका अर्थ है यदि यह हेलिक्स है यदि आप इस तरह से फीड करते हैं तो उस विशेष स्थिति में R इस विशेष एक्सप्रेशन द्वारा दिया जाता है लेकिन आम तौर पर बोले Cλ लगभग 1 के बराबर होने जा रहा है आप देख सकते हैं अगर यह 1 है R 140 Ω है और पेरीफेरल फ़ीड Cλ 1 के लिए यह लगभग R 150 होगा आप देख सकते हैं कि इम्पीडेन्स में वेरिएशन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है रिएक्टिव भाग के बारे में क्या सामान्य रूप से रिएक्टिव भाग बहुत छोटा होता है इसलिए हम रिएक्टिव भाग की उपेक्षा कर सकते हैं अब इनपुट इम्पीडेन्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह 140 से 150 Ω के क्रम का होगा और अगर आप एक कोएक्सिअल फीड करना चाहते हैं जो 50 Ω है तो हम क्या करने की जरूरत है हम इनपुट इम्पीडेन्स मैचिंग के लिए एक पतला माइक्रोस्ट्रिप डिजाइन करने की जरूरत है तो एक पतला माइक्रोस्ट्रिप लाइन डिजाइन करने के लिए हम कहते हैं कि एक छोर पर है यह 140 से 150 Ω हो सकता है और इस पक्ष में है यह 50 Ω किया जाएगा आम तौर पर लंबाई लगभग λ 2 के रूप में लिया जाना चाहिए या आप इम्पीडेन्स मैचिंग करने के लिए दो क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का उपयोग कर सकते हैं अब हेलिकल एंटीना का उपयोग करके सर्कुलर पोलराइजेशन प्राप्त करने के लिए तीन कंडीशन हैं कंडीशन नंबर एक यह है कि Cλ 08 से 12 यदि आप वास्तव में इसे देखते हैं तो यह वास्तव में लगभग 40 की बैंडविड्थ देता है तो एक्सियल मोड हेलिकल एंटीना बहुत बड़ी बैंडविड्थ देता है विशिष्ट मान α 120 से 140 डिग्री और यह अनुशंसा की जाती है कि आप n 4 लेते हैं इसलिए इससे हमें अच्छा गेन भी मिलेगा जैसा कि हम बाद में देखेंगे कि विभिन्न गेन एक्सप्रेशन क्या हैं मैं केवल यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि एक्सियल मोड हेलिकल एंटीना का डाईमीटर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आप 1 mm भी ले सकते हैं आप 5 mm या 10 mm ले सकते हैं एक्सियल मोड हेलिकल एंटीना के डाईमीटर से परफॉर्मेंस बहुत कम प्रभावित होता है हालांकि कहानी अलग होगी जब हम सामान्य मोड हेलिकल एंटीना के बारे में बात करते हैं तो चलिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं तो यहां एक हेलिकल एंटीना को 400 MHz के आसपास डिजाइन किया गया है इसमें 6 टर्न हैं पिच कोण α 140 है तो आइए हम इस विशेष कॉन्फ़िगरेशन की रिस्पांस देखें तो कोई देख सकता है कि Cλ ≈ 1 और यहाँ पर प्लॉट क्या हैं यहाँ सॉलिड लाइन हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड कॉम्पोनेन्ट दिखाती है डॉटेड लाइन वर्टिकल पोलराइज्ड कॉम्पोनेन्ट दिखाती है और आप देख सकते हैं कि दोनों कॉम्पोनेन्ट लगभग बराबर हैं और आप देख सकते हैं Cλ की मूल्य 073 से 122 वेरिएशन बहुत छोटा है जैसे जैसे Cλ बढ़ता है आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉम्पोनेन्ट के बीच डेविएशन बहुत अधिक है इसी तरह यहाँ पर जब हम Cλ 066 पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी वेरिएशन है इसलिए इस विशेष रेंज के लिए एक व्यक्ति को अच्छे सर्कुलर पोलराइजेशन मिल सकता है तो आइए हम देखें कि हम एक्सियल मोड हेलिकल एंटीना के गेन की गणना कैसे कर सकते हैं मैं सिर्फ एक्सियल मोड का उल्लेख करना चाहता हूं हेलिकल एंटीना को n विभिन्न एलिमेंट की ऐरे के रूप में अनुमानित किया जा सकता है तो प्रत्येक टर्न को एक विशेष एंटीना के रूप में दर्शाया जा सकता है फिर n अलग अलग टर्न का मतलब होगा कि n अलग अलग एलिमेंट हैं तो एक वास्तव में एंड फायर एंटीना ऐरे की अवधारणा को लागू कर सकता है और एंड फायर ऐरे अवधारणा का उपयोग करके हम हाफ पावर बीमविड्थ की गणना कर सकते हैं तो यह हाफ पावर बीमविड्थ के लिए एक्सप्रेशन है और यह पहले नल के बीच बीमविड्थ के लिए एक्सप्रेशन है अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फैक्टर 225 के क्रम का है जब मैंने एंटीना फंडामेंटल्स के बारे में बात की थी तो मैंने उल्लेख किया था कि इस विशेष एक्सप्रेशन का उपयोग करके बड़ी ऐरे के लिए डिरेक्टिविटी लगभग पाई जा सकती है इसलिए यदि हम हाफ पावर बीमविड्थ के मूल्य को सब्सीट्यूट करते हैं जो कि इस विशेष एक्सप्रेशन द्वारा यहाँ दिया गया है तो यह बात सरल हो जाती है Directivity12C2nS अब मैं केवल यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यह डिरेक्टिविटी है यह गेन नहीं है वास्तव में कुछ पुस्तकों में उन्होंने डिरेक्टिविटी को गेन के रूप में लिखा है लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है गेन एफिशिएंसी का डिरेक्टिविटी से गुणाकार है और एक्सियल मोड हेलिकल एंटीना की विशिष्ट एफिशिएंसी 60 के क्रम का है तो एंटीना का गेन खोजने के लिए कृपया इस विशेष नंबर को लागू करें तो चलिए हम इसे एक डिज़ाइन उदाहरण के रूप में लेते हैं तो हम कहें कि यह डिजायर्ड है कि हम डिरेक्टिविटी 24 dBi चाहते हैं तो पहला कदम है कि आप इसे अपने संबंधित संख्यात्मक मान में परिवर्तित करते हैं और यह इस तरह से किया जा सकता है कि आप सिर्फ 10 log of 251 24 dB की प्रोब कर सकते हैं अब हम एक्सियल मोड के लिए सर्कुलर पोलराइज्ड एंटीना डिजाइन करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं हम Cλ 08 से 12 लेते हैं तो इस उदाहरण में हमने Cλ 105 लिया है α को 12 से 14 डिग्री के बीच लिया जाना चाहिए तो यहाँ इसे α 127 डिग्री के रूप में लिया जाता है तो पहला कदम Sλ की गणना है जो Sλ Cλtan α द्वारा दिया गया है अब हम जानते हैं कि यह डिरेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन है तो यहाँ से हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं तो Directivity12C2nS → n 80 तो यह 24 dBi की डिरेक्टिविटी का एहसास करने के लिए 80 टर्न की आवश्यकता है इसलिए सामान्य तौर पर कोई भी 24 dBi गेन के लिए हेलिकल एंटीना डिजाइन नहीं करता है आमतौर पर लोगों को 10 dBi या 15 dBi गेन के लिए एक हेलिकल एंटीना का एहसास होता है तो आप वास्तव में देख सकते हैं कि आप इस विशेष संख्या को यहाँ पर बदल सकते हैं और फिर तदनुसार आप n का मान पा सकते हैं और यहां जैसा कि आप देख सकते हैं कि सब कुछ नॉर्मलाइज्ड फैशन में है तो हम कहते हैं कि आप 1 GHz पर एंटीना डिजाइन करना चाहते हैं इसलिए 1 GHz पर λ 30 cm होगा तो यहाँ से आप Cλ 105 पा सकते हैं तो C 105 30 तो वहाँ से आप d के मूल्य की गणना कर सकते हैं और आप कोई भी वायर डाईमीटर ले सकते हैं जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि वायर डाईमीटर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और इस तरह आप एक्सियल मोड हेलिकल एंटीना का एहसास कर सकते हैं अब हम सामान्य मोड हेलिकल एंटीना के बारे में बात करते हैं तो यहां एक सामान्य मोड हेलिकल एंटीना दिखाया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह हेलिक्स का डाईमीटर है प्रत्येक टर्न के बीच स्पेस S द्वारा दिया गया है यहां पर कोई बदलाव नहीं हुआ है जहां तक कॉन्फ़िगरेशन के बात है यहां सिर्फ फर्क इतना है कि सरकमफेरेंस जो की πD के बराबर है वेवलेंथ की तुलना में काफी छोटा हो गया है तो कंडीशन के लिए जहां सरकमफेरेंस वेवलेंथ की तुलना में बहुत छोटी है यह विशेष रूप से सामान्य मोड हेलिकल एंटीना के रूप में अनुमानित किया जा सकता है आप यहाँ पर एक सीधी लाइन देख सकते हैं फिर एक लूप एंटीना फिर सीधे फिर एक लूप एंटीना फिर सीधे फिर लूप एंटीना ठीक है इसलिए इसका मतलब है कि यह पूरी तरह से कॉन्फ़िगरेशन को दो अलग अलग कॉम्पोनेन्ट में महसूस किया जा सकता है एक कॉम्पोनेन्ट एक मोनोपोल एंटीना के अनुरूप होगा और फिर अन्य कॉम्पोनेन्ट में कई n टर्न लूप एंटीना होंगे अब हमने देखा कि छोटे डाईपोल के लिए रेडिएशन पैटर्न एक्सप्रेशन इस विशेष एक्सप्रेशन द्वारा दी गई है और छोटे लूप के लिए यह इस विशेष एक्सप्रेशन द्वारा दिया गया है इसलिए यदि आप देखते हैं कि sin θ टर्म अगर θ 0 क्या होगा यह टर्म 0 बन जाएगा ताकि इस विशेष डायरेक्शन में 0 रेडिएशन निकलता है और यदि θ 90 sin 90 1 इस विशेष डायरेक्शन में अधिकतम रेडिएशन है वास्तव में एक सामान्य मोड हेलिकल एंटीना लगभग एक मोनोपोल एंटीना के समान होता है तो मोनोपोल एंटीना के मामले में क्या अंतर है हमें λ4 की लंबाई की आवश्यकता बहुत बड़े ग्राउंड प्लेन के लिए है ओके जबकि सामान्य मोड हेलिकल एंटीना के मामले में हमें λ 4 लंबाई की आवश्यकता होती है यह बाद में पुस्तक के अनुसार थोड़ा सा होता है तो वही λ 4 यदि हम अब चारों ओर लपेटते हैं तो क्या होगा मेरी कुल ऊंचाई कम हो जाएगी आइए हम एक सरल उदाहरण लेते हैं मान लीजिए आप एंटीना हमें 100 MHz पर डिजाइन करना चाहते हैं 100 MHz वेवलेंथ 3 मीटर के बराबर होगा λ 4 75 cm के बराबर होगा और यह बहुत बड़ा होगा लेकिन यदि आप एक ही वायर की लंबाई लेते हैं और इसे इस तरह लपेटते हैं तो कुल ऊंचाई कम हो सकती है आपको अभी भी समान रेडिएशन पैटर्न मिलेगा तो आइए अब हम एक उदाहरण लेते हैं तो यह डिजाइन उदाहरण इनफाइनाइट ग्राउंड प्लेन है ठीक और इस विशेष बात को क्रॉस बुक से लिया गया है और मैंने पृष्ठ 337 का भी उल्लेख किया है तो चलिए पहले देखते हैं यह विशेष उदाहरण क्या है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल एंटीना के लिए क्या मॉडिफाई करने की आवश्यकता है तो यहाँ उन्होंने क्या किया है उन्होंने Cλ 004 लिया है तो D Cλπ Sλ 001 तो इस विशेष मामले में उन्होंने n 6 α 140 लिया है तो कुल ऊंचाई 006 λ आती है आप वास्तव में गणना कर सकते हैं यह वायर की लंबाई λ 4 के बराबर होगी और आप इसका परीक्षण कर सकते हैं तो हम जानते हैं कि LS2C2 गुणा करते हैं कि n 6 के साथ आपको वायर की लंबाई λ 4 के रूप में मिल जाएगी अब इस विशेष एंटीना को कैसे फीड किया जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस विशेष पॉइंट पर कोएक्सिअल फ़ीड से टैप का उपयोग किया गया है तो यह विशेष रूप से टैप इस्तेमाल किया गया है ताकि हम 50 Ω के साथ इनपुट इम्पीडेन्स मैचिंग प्राप्त कर सकते हैं इसलिए इसे यहां क्यों लिया गया है तो आप बस देख सकते हैं कि 6 टर्न हैं इसलिए मैं आपको केवल अनुमानित अवधारणा दूंगा ठीक तो यहाँ यह शॉर्ट सर्किट है तो इनपुट इम्पीडेन्स यहां 0 होगी यहां यह ओपन सर्किट है इसलिए हम वास्तव में केवल एक अनुमान लगा सकते हैं कि यह फ्री स्पेस के साथ मेल खाना है इसका इम्पीडेन्स लगभग 377Ω है इसलिए यदि आप इसके बारे में वन सिक्स्थ के आसपास टैप लेते हैं तो आप इम्पीडेन्स मैचिंग लगभग 50 Ω प्राप्त कर सकते हैं तो हालांकि यह एक बहुत ही अनुमानित डिजाइन है और मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि यह लंबाई जिसे λ 4 के रूप में लिया गया है जो कि एक टेक्स्ट बुक डिजाइन है यह सही बात नहीं है प्रैक्टिकल डिजाइन के लिए इस वायर की लंबाई हमेशा λ 4 से अधिक होनी चाहिए इसके कई कारण हैं सबसे पहले जब भी आप एक वायर को बेंड करते हैं तो हेलिकल स्ट्रक्चर को स्लो वेव स्ट्रक्चर के रूप में भी जाना जाता है तो यहाँ पर वेव स्लो हो जाती है तो प्रभावी रूप से यह λ 4 लंबाई नहीं देखता है तो आपको λ 4 की लंबाई से बड़ा लेना होगा यह 03 या 04λ हो सकता है लेकिन हालांकि यह अभी भी बहुत बड़े ग्राउंड प्लेन के लिए सच है यदि ग्राउंड प्लेन का आकार बहुत छोटा है तो हमने देखा है कि इस वायर की लंबाई 3λ 4 जितनी बड़ी हो सकती है ओके इसलिए कृपया ध्यान रखें जब आप एक प्रैक्टिकल डिजाइन कर रहे हों फिर से सब कुछ नॉर्मलाइज्ड फैशन में है तो हम कहते हैं कि आप एंटीना डिजाइन करना चाहते हैं मान लें कि 3 GHz की वेवलेंथ 10 cm होगी तो Cλ 004 के बराबर होगा तो C 004λ λ 10 cm है तो आप वास्तव में C का मान पा सकते हैं और तदनुसार आप अन्य पैरामीटर को पा सकते हैं बेशक यहां यह सामान्य मोड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हेलीक्स का हेलिकल एंटीना डाईमीटर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बैंडविड्थ सीधे हेलिक्स वायर के डाईमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए यदि आप एक बड़ा बैंडविड्थ चाहते हैं तो कृपया मोटा वायर डाईमीटर लें अब हॉर्न एंटीना के बारे में बात करते हैं तो हम सरल रेक्टेंगुलर वेवगाइड के साथ शुरू करेंगे जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड है डायमेंशन a और b हैं हमने इस विशेष बात के बारे में चर्चा की है जब मैंने वेवगाइड के बारे में बात की थी और ज्यादातर समय हॉर्न एंटीना रेक्टेंगुलर वेवगाइड के फंडामेंटल मोड पर काम करते हैं जो कि TE10 है और फंडामेंटल TE10 मोड के लिए यदि आप याद करते हैं तो 1 का मतलब है कि हाफ वेव की लंबाई वेरिएशन 0 का तात्पर्य कोई वेरिएशन नहीं तो इस विशेष मामले में E इस विशेष डायमेंशन के साथ हाफ वेव लंबाई बदलता है तो यह शॉर्ट सर्किट है क्योंकि यह एक शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि E 0 होगा E अधिकतम होगा और E 0 पर जाएगा इसलिए इस विशेष अक्ष के साथ एक साइनसोइडल वेरिएशन है और इस विशेष अक्ष के साथ फील्ड यूनिफॉर्म है इसलिए अगर वेवगाइड फ्लारेड हो जाता है इस विशेष E प्लेन के साथ तो इसे E प्लेन सेक्टोरल हॉर्न एंटीना के रूप में जाना जाता है यदि इस विशेष प्लेन में वेवगाइड फ्लारेड हो जाता है तो इसे H प्लेन सेक्टोरल हॉर्न एंटीना के रूप में जाना जाता है और अगर वेवगाइड इस डायरेक्शन में और साथ ही साथ दोनों डायरेक्शन में फ्लारेड हो जाता है तो इसे पिरामिडल हॉर्न एंटीना के रूप में जाना जाता है आज मैं केवल पिरामिडल हॉर्न एंटीना के बारे में बात करूंगा E प्लेन सेक्टोरल हॉर्न एंटीना के साथ साथ H प्लेन सेक्टोरल हॉर्न एंटीना पिरामिडल हॉर्न एंटीना के विशेष मामले हैं तो आइए हम इस विशेष बात के पक्ष को देखें इसलिए अगर हम यहां से साइड व्यू देखें तो यह लगभग E प्लेन सेक्टोरल हॉर्न एंटीना जैसा दिखता है और अगर आप ऊपर से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि टॉप व्यू H प्लेन सेक्टोरल हॉर्न एंटीना के समान और कुछ नहीं है तो हम कहते हैं कि अब वेव को इस विशेष वेवगाइड में लॉन्च किया गया है और ये पिरामिडल हॉर्न एंटीना की बाउंड्री हैं इसलिए जब वेव यहां से लॉन्च की जाती है तो यह इस विशेष फैशन में जाएगी वेव को इस तरह लॉन्च किया जाएगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन दो पॉइंटओं के बीच एक बड़ी दूरी है जो इस विशेष पॉइंट की तुलना यहाँ पर करते हैं तो हम इसे एक संदर्भ पॉइंट के रूप में लेते हैं फिर कोई देख सकता है कि वेव यहां तक पहुंच रही है इसमें एक डिलेड फेज रिस्पांस होगी तो हम संदर्भ लेते हैं क्योंकि वेव का एक फेज कोण 00 है लेकिन इस विशेष पॉइंट पर यह यहां पर 100 हो सकता है यह 200 हो सकता है 300 और इसी तरह तो अधिकतम फेज एरर यहाँ आएगी यह E प्लेन सेक्टोरल हॉर्न के लिए है H प्लेन सेक्टोरल हॉर्न एंटीना के लिए भी यही बात होगी पुस्तकों में यह उल्लेख किया गया है कि E प्लेन सेक्टोरल हॉर्न एंटीना के लिए अधिकतम फेज एरर की अनुमति 900 है जबकि H प्लेन सेक्टोरल हॉर्न एंटीना के लिए अधिकतम फेज एरर की अनुमति 1350 है हालांकि मुझे नहीं लगता कि यह बहुत अच्छा विचार है आमतौर पर मेरा सुझाव है कि आप अधिकतम फेज एरर 450 या तो के रूप में लेते हैं मैं उस विशेष बात को थोड़ा बाद में दिखाऊंगा तो आइए देखें कि हम दिए गए डिरेक्टिविटी के लिए ऑप्टिमम डायमेंशन कैसे पा सकते हैं तो यहाँ प्लॉट है गेन इस विशेष डायरेक्शन के साथ दिया गया है और ये हॉर्न के विभिन्न डायमेंशन हैं तो हम कहते हैं कि हम 19 dBi का गेन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं यह यहाँ पर अलग अलग पॉइंटओं पर इन सभी विभिन्न कर्व को काटता है इसलिए यहां मैं केवल इन नोमेनक्लेचर का उल्लेख करना चाहता हूं जो पिछले स्लाइड में दिखाए गए नोमेनक्लेचर से थोड़ा अलग हैं इसका कारण है विभिन्न पुस्तकें अलग अलग सिंबॉल का उपयोग करती हैं इसलिए भ्रमित न हों यदि आप एक पुस्तक या अन्य पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको इस अवधारणा से परिचित होना चाहिए कि सिंबॉल कुछ भी हो सकता है ठीक तो यह कर्व फिर से मैंने क्रॉस बुक से लिया है और यहां दिया गया डिजाइन एफिशिएंसी के लिए है लगभग 60 के बराबर है और यह कर्व वास्तव में डिजाइन को बहुत सरल बनाता है तो इस 19 dBi के अनुरूप बस Lλ a Hλ और a Eλके संबंधित मूल्य पर ध्यान दें आपका डिज़ाइन वास्तव में पूरा हो गया है अब मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल रूप से एक कोएक्सिअल फ़ीड पिरामिडल हॉर्न एंटीना कैसे डिजाइन किया जाए तो बस आपको यहां दिखाने के लिए इसलिए यहां इस हॉर्न एंटीना को यहां पर कोएक्सिअल केबल से फीड किया गया है आप देख सकते हैं कि प्रोब बढ़ा दी गई है वास्तव में मैं सिर्फ यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यह प्रोब एक मोनोपोल एंटीना के रूप में कार्य करती है और जब से हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड प्लेन है हम अनुमानित रूप से लंबाई का उपयोग λ 4 के बराबर कर सकते हैं अब कोई देख सकता है कि यह शॉर्ट सर्किट है इसलिए यदि यह यहां पर शॉर्ट सर्किट है तो यह इस विशेष प्रोब पर लोडिंग करेगा तो आम तौर पर क्या किया जाता है इस शॉर्ट सर्किट को यहां पर लोड करने से बचने के लिए इसे लगभग λg 4 के रूप में सामना करना पड़ता है इसलिए यदि आप इस स्पेसिंग को λg 4 के रूप में लेते हैं तो जो शॉर्ट होगा वह ओपन सर्किट के रूप में कार्य करेगा लेकिन हम हमेशा इस लंबाई को λg 4 के रूप में नहीं ले सकते है हम थोड़ा अलग मूल्य 50 Ω लाइन के साथ इम्पीडेन्स मैचिंग करने के लिए ले सकते है तो यह फिर से साइड व्यू है यह E प्लेन व्यू है यह टॉप व्यू है जो कि H प्लेन व्यू है और ये रिजल्ट जो मैं दिखाने जा रहा हूं ये केवल हमारे द्वारा लिखे गए हैं और यह इस विशेष सिंपोजियम प्रेसिडिंग में दिखाई देते हैं इसलिए हमने 900 MHz पर इस विशेष हॉर्न एंटीना को डिजाइन किया है तो मैं प्रोब लंबाई के साथ शुरू करूंगा आप देख सकते हैं कि यह लंबाई लगभग λ 4 के बराबर है इस के रेडियस को 35 mm के रूप में लिया गया है जिसका अर्थ है प्रोब का डाईमीटर लगभग 7 mm है तो हम जानते हैं कि बैंडविड्थ मोनोपोल एंटीना के डाईमीटर के लिए प्रोपोर्शनल है इसलिए बड़ा डाईमीटर लिया जाता है ये अन्य डायमेंशन हैं तो 900 MHz वेवगाइड के लिए हमने a 240 mm b 120 mm लिया है पिरामिडल हॉर्न एंटीना के फ्लारेड मान छोटा a होता हैं जो की कैपिटल A 450 mm बन जाते हैं छोटा b कैपिटल B 320 mm हो जाता है और हमने इस विशेष लंबाई RE RH को 250 mm के रूप में लिया है लेकिन बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस विशेष डायमेंशन का प्रभाव क्या है तो यह एफिशिएंसी कर्व बनाम हॉर्न की लंबाई है जो कि RE RH है तो हम देखते हैं आप देख सकते हैं कि जैसे ही यह विशेष लंबाई बढ़ती है हम देख सकते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ रही है यहां हमने दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी 850 MHz और 1000 MHz के लिए प्लॉट दिखाया है तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी में वृद्धि के साथ गेन बढ़ता है तो आइए हम 850 MHz से संबंधित एफिशिएंसी कर्व को देखें कोई यह देख सकता है कि जैसे जैसे हॉर्न की लंबाई बढ़ती है एफिशिएंसी बढ़ती है वास्तव में यदि आप विभिन्न पुस्तकों को देखते हैं उदाहरण के लिए बालानी की पुस्तक में वे 50 के क्रम की एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं क्रॉस बुक 60 के क्रम की एफिशिएंसी के बारे में बात करती है हालांकि आप यहां देख सकते हैं अगर RE RH 150 mm यदि आप इस विशेष लाइन को देखते हैं तो एफिशिएंसी 70 से अधिक है हालांकि अगर हम RE RH 250 mm लेते हैं तो एफिशिएंसी 80 के क्रम की है हालांकि आप देख सकते हैं कि यदि आप अधिक बड़े डायमेंशन लेते हैं तो एफिशिएंसी में बहुत सुधार नहीं होता है तो किसी को इस रीजन में विशिष्ट एफिशिएंसी मूल्य चुनना चाहिए तो आइए देखें कि डिज़ाइन किए गए पिरामिडल हॉर्न एंटीना के रिजल्ट क्या हैं तो इस विशेष पिरामिडल हॉर्न एंटीना के दो दृश्य हैं आप वास्तव में देख सकते हैं कि यहां पर एक कोएक्सिअल फ़ीड है और अगर आप देखते हैं तो इस तरह से इस विशेष हिस्से से कोएक्सिअल फ़ीड बाहर आ रहा है तो इस विशेष एंटीना के लिए हमने IE3D के साथ साथ CST सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सिमुलेशन किया है तो आप देख सकते हैं कि S11 के लिए बैंडविड्थ माइनस 10 डीबी से कम है आप वास्तव में इस तरह की लाइन खींचते हैं ठीक है तो बैंडविड्थ 47 के क्रम का है मेजर्ड बैंडविड्थ में 495 52 के क्रम का है आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट यथोचित समझौते में हैं अब आइए E प्लेन और H प्लेन में पिरामिडल हॉर्न एंटीना के रेडिएशन पैटर्न को देखें इसलिए यहां हमने प्लॉट दिखाया है यह नॉर्मलाइज्ड रेडिएशन पैटर्न प्लॉट नहीं है यह वास्तव में सामान्य गेन प्लॉट बनाम कोण है तो कोई वास्तव में रिलेटिव गेन भी देख सकता है तो कोई 700 MHz पर देख सकता है गेन रिलेटिवली छोटा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है कोई देख सकता है कि गेन बढ़ रहा है क्यों क्योंकि गेन एफिशिएंसी 4π area λ square द्वारा दिया जाता है एरिया क्या है A B यदि आप इस विशेष गेन एक्सप्रेशन को देखते हैं तो आप देखते हैं कि A डायमेंशन आ रहा है B डायमेंशन आ रहा है लेकिन जहां तक हॉर्न एंटीना की लंबाई का संबंध है वहां सीधे कुछ भी नहीं आ रहा है हालाँकि हमने देखा है कि हॉर्न एंटीना की एफिशिएंसी हॉर्न एंटीना की लंबाई पर निर्भर करती है तो हॉर्न एंटीना की लंबाई इस विशेष गेन की एक्सप्रेशन में अप्रत्यक्ष रूप से आती है एक देख सकता है कि λ डिनॉमिनेटर में है λ c f इसलिए जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है गेन बढ़ता है तो एक ही चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी 700 MHz से 1100 MHz तक बढ़ जाती है गेन बढ़ता है तो यह E प्लेन के लिए पैटर्न है यह H प्लेन के लिए पैटर्न है तो आप देख सकते हैं कि E प्लेन पैटर्न में थोड़ा बहुत साइड लोब मौजूद हैं जबकि H प्लेन पैटर्न में कम साइड लोब मौजूद हैं तो आज का व्याख्यान समाप्त करने के लिए आज हमने दो अलग अलग तरीकों के हेलिकल एंटीना एक्सियल मोड हेलिकल एंटीना और सामान्य मोड हेलिकल एंटीना के बारे में बात की एक्सियल मोड हेलिकल एंटीना आमतौर पर सर्कुलर पोलराइज्ड रेडिएशन पैटर्न के लिए डिज़ाइन किया गया है जबकि एक सामान्य मोड हेलिकल एंटीना को आमतौर पर मोनोपोल एंटीना के रिप्लेसमेंट के रूप में तैयार किया जाता है और यह एक समान फैशन में मोनोपोल एंटीना के रूप में रेडिएट होता है फिर हमने हॉर्न एंटीना के बारे में बात की हमने मुख्य रूप से पिरामिडल हॉर्न एंटीना के बारे में बात की क्योंकि E प्लेन सेक्टोरल हॉर्न एंटीना और H प्लेन सेक्टोरल हॉर्न एंटीना पिरामिडल हॉर्न एंटीना के विशेष मामले हैं हमने देखा था कि हॉर्न की लंबाई बढ़ाकर एफिशिएंसी में सुधार किया जा सकता है और हमने देखा कि एफिशिएंसी 70 से 80 के क्रम की हो सकती है इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगले व्याख्यान में मैं कुछ अलग प्रकार के एंटीना के बारे में बात करूंगा तब तक के लिए अलविदा